Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture 50 लेक्चर 50 ThreePhase Circuits Contd थ्री फेज सर्किट कॉन्टिनुइड ठीक है हम फिर आ गए हैं रिफर स्लाइड टाइम 0018 तो थ्री फेज पावर मेजरमेंट तो इस मामले में इस मामले में क्या होगा हमारे पास क्या है हम इसे मूल रूप से थ्री फेज पावर के लिए करेंगे जब टू वाटमीटर मेथड का उपयोग किया जाए तो इस मामले में हमने थ्री वाटमीटर का उपयोग किया है एक वाटमीटर में सामान्य रूप से एक करंट कॉइल होती है यह वास्तव में करंट कॉइल होती है और इसे कभी कभी हम फेजर कॉइल या वोल्टेज कॉइल कहते हैं तो लोड बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड हो सकता है और यह साइड यह साइड है यदि लेबोरेटरी में देखें तो यह साइड रिफर टाइम 0053 में ही होगा देखेंगे कि यह साइड M के रूप में मार्कड है और इस साइड को L के रूप में मार्कड किया गया है M मैन साइड है एक सप्लाई साइड है जिसे मैन कहा जाता है और M लोड साइड है अर्थात् यह साइड इसलिए L है लंबाई L टूनों मार्कड हैं और इस पॉइंट को कुछ इस पॉइंट को कभी कभी हम c मार्क करते हैं और यह पॉइंट v के रूप में मार्क होता है और इसे फेजर कॉइल कहा जाता है और वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल में नेगलीजीबल रेजिस्टेंस होता है मूल रूप से इसे इससे गुजरने वाले सभी करंट से गुजरने वाली करंट को क्या कहते हैं यह करंट कॉइल है और यह फेजर कॉइल वास्तव में एक वोल्टेज कॉइल है तो यह मूल रूप से यह वोल्टेज को देखता है तो मान लीजिए कि यह a है और यह b है और इस फेज a में फ्लो होने वाला करंट Ia है और वोल्टेज वास्तव में यह दिखता है कि यहां से यहां तक वोल्टेज क्या बोलते है यह a c पता है कि यह कनेक्टेड है हम अगले डायग्राम में देखेंगे तो मूल रूप से यह लाइन टू लाइन वोल्टेज को देखता है तो जब भी यह हैं टू वाटमीटर मेथड्स का उपयोग करें लेकिन इस डायग्राम में इस डायग्राम में मैंने दिखाया है बस एक मिनट में यह दिखाता हू यह तीन वाट मीटर है रिफर स्लाइड टाइम 0201 तो यह एक वाटमीटर रेडंडेंट है यह 0 मेसर करेगा तीन वाटमीटर की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए यह कनेक्शन मैंने जानबूझकर दिया है बस स्वयं सोचें कि यह वाटमीटर मूल रूप से 0 होगा यदि 3 वाटमीटर के लिए जाएं तो मूल रूप से मेसर के लिए टू वाटमीटर मेथड की आवश्यकता होती है लोड स्टार या डेल्टा बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता हम टू वाटमीटर मेथड का उपयोग करके पॉवर को मेसर करते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0235 तो जब भी टू वाटमीटर टू वाटमीटर मेथड अपनाएं तो यह मेरा है यह मेरा क्या है कि यह मेरा वाटमीटर RA है और यह पॉवर P1 को मेसर करता है और एक स्टार के रूप में लोड लिया जाता है अतः यदि एंगल Z एंगल है तो इससे फ्लो होने वाला करंट वास्तव में इससे फ्लो होने वाला करंट Ia है यह Ia है यह फेज है या वोल्टेज मेजर पर हम इस वोल्टेज को यहाँ से यहाँ लिखते हैं तो वोल्टेज वास्तव में यह V a v होगा अब कुछ हद तक फेजर डायग्राम हमने देखा है कि यदि यह मेरा A से N है तो यह मेरा लाइन करंट फेज करंट है तो यह मेरा VAN है और करंट और यही वह वोल्टेज है जिसमें मैंने स्माल n के बजाय कैपिटल AN लिया है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कैपिटल AN कोई फर्क नहीं पड़ता और करंट Ia वास्तव में एंगल के दौरान लेग कर रहा है क्योंकि ये एंगल हैं तो यह एंगल है इसलिए तो अब यह लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज है VabVab फेज वोल्टेज एंगल 30o की ओर जाता है तो यह मेरा Vab है और यह एंगल 30o है इसलिए इसके बीच का एंगल और ये वाटमीटर वास्तव में यहां लाइन वोल्टेज को देखता है क्योंकि यह फेजर कॉइल है जो यहां कनेक्टेड है यह Vab होगा और इससे फ्लो होने वाला करंट Ia है तो Vab और Ia के बीच का एंगल 30o है अर्थात् वाटमीटर कि रीडिंग P1 है तब P1 होगा यह मैग्नीटीयूड VabIacos30ooहै तो यदि इसी तरह अन्य वाटमीटर के लिए हम उस पर आएंगे रिफर स्लाइड टाइम' 0417 तो जब भी इस पर आते हैं यदि यह फेजर डायग्राम देखें कि VabVAN यह Vab और Ia के बीच 30 o एंगल है अब IaIa यह वास्तव में VAN होगा यहाँ यह इस डायग्राम पर है इस डायग्राम को हम इसे जानते हैं यह ये है मैंने इसे कैपिटल AN मार्क किया है तो सवाल इनके बीच में है करंट कॉइल इनके बीच में है रिफर स्लाइड टाइम 0446 तो मूल रूप से यह कुछ भी नहीं है लेकिन स्माल a को ठीक कर सकता है और स्माल n भी कर सकता है तो करंट Ia वास्तव में वही वास्तव में VAN डिवाइडेड Z स्टार ZY नहीं होगा तो यह इस तरह से इसे बना सकता है तो यहाँ मैंने कैपिटल N एक ही चीज़ एक ही बात लिखी है तो अर्थात यहाँ VAN एंगल 0 Z स्टार है यहाँ भी फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम में भी इसका मतलब VANVAN है वास्तव में यह VAN है वही बात समझ में आती है तो यह VAN एंगल भी Z Y Z एंगल है तो यह होगा Ia VANZ एंगल होगा इसलिए P1VabIacos30 यह मैग्नीटीयूड है यह मैग्नीटीयूड है लेकिन Vab वास्तव में एक लाइन वोल्टेज के बराबर है तो यह VL है यह एक लाइन वोल्टेज है और Ia l लाइन करंट Ia lIa यह लाइन करंट है यह लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है तो यह VabIacos30o है या हम VL√cos30o लिख सकते हैं यह इक्वेशन 1 है यह वाटमीटर 1 की रीडिंग है अब वाटमीटर 2यदि फिर से डायग्राम पर जाएं यदि डायग्राम पर फिर से जाएं तो इस मामले में यह वोल्टेज है जिसे a b कहते हैं b c को थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ने पर मार्क किया जाता है रिफर स्लाइड टाइम 0618 तो इस मामले में करंट यहाँ है यह Ic है यह करंट Ic है यह करंट Ic है वाटमीटर यहां रखा गया है तो लाइन करंट Ic है हाँ और वोल्टेज यह a b c को देखता है यह वोल्टेज c b को देखता है हालांकि b से c VbcVabVbc b c दिया गया है लेकिन यह V c b होगा क्योंकि यह फेज c है और यह b से कनेक्टेड है वोल्टेज V c b होना चाहिए इसका मतलब है कि यह वोल्टेज V c b देख रहा है लेकिन Vbc नहीं तो और करंट Ic है इसलिए यदि कम्पलीट फेजर डायग्राम बनाएं यदि कम्पलीट फेजर डायग्राम बनाएं तो यह डायग्राम है रिफर स्लाइड टाइम 0658 तो इस मामले में पहले हमने देखा है कि यह Vab है यह VAN है यह एंगल 30o है यह हम पहले भी देख चुके हैं और यह Ia है तो Ia से VAN लेग कर रहा हैं इसी तरह इसे Ib कहते हैं यह Ib है बस थोड़ा ऊपर की ओर थोड़ा ऊपर की ओर बस थोड़ा सा हिलाना हैं तो यह है यह Ib है Ib भी VBN से एंगल 30o से लेग कर रहा है इसी तरह अगर IcIc भी VCN से लेग कर रहा है सॉरी VBN से IIb और Ic भी लेग कर रहा हैं क्या बोलते हैं एंगल से अब यह मुझे इसे स्पष्ट करने दे अब वास्तव में डायग्राम है रुकिए मैं ज़ूम को कम कर दूंगा बस रुकिए तो इस मामले में बस थोड़ा रुकिए तो इस मामले में यह मेरा Vbc है अगर मुझे V c b चाहिए सिर्फ 180o फेज शिफ्ट बस दूसरे तरीके से अपोजिट तरीके से बनाएं यह मेरा V c b है अब हम चाहते हैं कि एंगल V c b Ic और V c b के बीच में होना चाहिए तो यह एंगल V c b और इस VL के बीच का एंगल V a को देखें जिसे Vab और VAN कहते हैं 30o है और इसी तरह V जिसे b V c कहते हैं V c a यहाँ यह Vab और VAN है इसी तरह यहाँ यह V c a और VCN एंगल है बोलते इस तरह 30o होगी तो अगर देखो कि यह मेरा VCN है तो यह मेरा VCN है और यह मेरा Ic है तो VCN और Ic के बीच का एंगल θ है क्योंकि Ic वास्तव में करंट यह एक से लेग कर रहा है क्योंकि यह बैलेंस है जिसे बैलेंस ले लिया है तो यह एंगल θ है और इस चीज़ के बीच का एंगल VCN है और V c b 30o है जैसे Vab और VAN 30o है बस अपोजिट V c b लिया है अतः यह एंगल 30° है अर्थात् यह एंगल 30o होगा तो यह एंगल 30o है तो उस दूसरे वाटमीटर रीडिंग से वाट वाटमीटर रीडिंग P2 दिया जाता है P2 यह V c b फिर Ic फिर कोसाइन 30o होना चाहिए तो यह मेरा V c b है लेकिन यह एक मैग्नीटीयूड है यह भी मैग्नीटीयूड है तो V c b VLIc√ यह cos30o होगा तो यह दूसरे वाटमीटर की रीडिंग है तो मुझे इसे क्लियर करने दें तो मुझे ज़ूम बढ़ाने दें तो यह वही है यह वही है जो दूसरे वाटमीटर की रीडिंग है तो यह V c b Iccos30o होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1007 तो यही वह है जो यहाँ बनाया गया है P2V c bIccoscos cos तो यह लिखा है cos30o cos 30 o या हम लिख सकते हैं P2 बराबर एक मैग्नीटीयूड है केवल लाइन टू लाइन वोल्टेज तो V c b VL√cos 30o यह इक्वेशन 2 है फिर टोटल वाटमीटर रीडिंग रिफर स्लाइड टाइम 1028 इक्वेशन 1 और 2 जोड़ें यदि करें तो P1P2 और सिम्पलीफाईड करे देखेंगे कि यह √3 VL√cos बन जाएगा और टोटल का अर्थ है PT PT है वास्तव में टोटल पॉवर है तो यह √3 VL√cos होगा यह इक्वेशन 3 है यह हम है जो भी मैथमेटीकली रूप से हमने वाटमीटर प्राप्त किया है वह वही रीड कर रहा है तो वही रीड कर रहा है रिफर स्लाइड टाइम 1055 इसी प्रकार यदि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाया जाए अर्थात् इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 P2 P1VL√sin प्राप्त करेंगे या यदिदोनों साइड को √3 से गुणा करें तो √3 VL√sin √3 P2 P P1 इसलिए Q T √3 P2 P1 क्योंकि यह मेरी टोटल रिएक्टिव पॉवर √3 VL√sin है तो यह मेरा q t √3 P2 P1 यह इक्वेशन 4 है इसलिए √3 VL√cosP1P2 और √3 VL√sin √3 P2 P1 रिफर स्लाइड टाइम 1129 तो इसे डिवाइड करें यह एक यह एक अगर ऐसा करते हैं तो यह tan √3 P2 one P21 होगा अब यदि पॉजिटिव है तो यह इंडक्टिव है इसका मतलब है अगर P2P1 लोडिंग इंडक्टिव अगर P2P1 लोडिंग कैपेसिटिव यदि P2 P1 पॉजिटिव का मतलब लोडिंग इंडक्टिव है अन्यथा यदि P2 P1 नेगेटिव मतलब लोडिंग कैपेसिटिव है रिफर स्लाइड टाइम 1206 तो यहाँ यह दिया गया है यदि P2P1 रेसिसटिव लोड जिसका अर्थ है 0 इसका मतलब है कि रेसिसटिव लोड यदि P2P1 यह इंडक्टिव लोड है यदि P2P1 यह कैपेसिटिव लोड है तो वहाँ से निर्धारित कर सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1224 अब इसके बाद एक एक्साम्पल लेते हैं यह एक्साम्पल 6 है कि वाटमीटर कुछ ऐसा है जिसे मैंने इस तरह कनेक्ट किया है रिफर स्लाइड टाइम 1228 W1W2 और W3 और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लोड जानबूझकर लिया गया है अनबैलेंस्ड है क्योंकि Z a केवल 15 Ω है इसी तरह Z b 10 j 5 ΩΩ और Z6 j 8 Ω है तो क्या करना है अगर हमें पार्क फेज के आधार पर मेजर करना है तो यहां यह अनबैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड चीज दी गई है और जानबूझकर मैंने यह एक्साम्पल लिया है मैंने यह एक्साम्पल लिया है और यह 15 Ω है यह 6 j 8 Ω है जो कि Zc है और इस तरफ मैं डायग्राम दिखाऊंगा और इस तरफ Z b 10 j 5 वाट वाटमीटर इस तरह कनेक्टेड है इसी तरह एक और वाटमीटर जिसको क्या कहते है इस तरह कनेक्टेड है तो इस मामले में इस पर क्या बोलते यह न्यूट्रल है इसलिए हम मेजर करना चाहते हैं जिसे पार्क फेज पॉवर पार्क फेज आधार कहते हैं तो यह करंट Ia है यह Ib है यह Ic है और कुछ करंट न्यूट्रल से फ्लो हो रहा है और इसे ही अनबैलेंस्ड चीज कहते हैं अब इस मामले में प्रिडिक्ट करते है कि वाटमीटर रीडिंग टोटल अब्सोर्बेड पॉवर का पता लगाएं तो यह अनबैलेंस्ड हो गया है तो इस मामले में क्या बोलते हैं जो पहले IaIb और Ic का पता लगाते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1345 तो यदि तब इसे क्या कहते हैं इसे a c b सीक्वेंस a c b सीक्वेंस दिया जाता है यानी बैलेंस फेज वोल्टेज 100 वोल्ट होता है अगर देखें तो यह दिया जाता है कि बैलेंस फेज वोल्टेज दिया जाता है जो कि हंड्रेड वोल्ट होता है रिफर स्लाइड टाइम 1401 कि फेज वोल्टेज बैलेंस्ड है यदि a c b सीक्वेंस है लेकिन लोड अनबैलेंस्ड है लोड अनबैलेंस्ड है तो VAN को हंड्रेड एंगल 0 लिया जाता है और जैसा कि यह a c b सीक्वेंस है तो VCN 100 एंगल 120 and VBN100 एंगल 120 o हैं रिफर स्लाइड टाइम 1418 अब Ia फेज a के लिए 100 एंगल 015 यह 667 एंगल 0 o एम्पीयर है इसी तरह अपर फेज b यह 100 एंगल 120 डिवाइड 10 j5 है जो 894 एंगल 9344 o एम्पीयर है इसी प्रकार फेज c के लिए 100 एंगल 120 डिवाइडेड 6 j 8 यह 10 एंगल 6687 o एम्पीयर होगा तो यह पता लगाया जाता है IaVAN यह एक इसी तरह के लिए IbVBN यह एक इसी तरह Ic n VCN के लिए यह इसी तरह फेज वाइज पता लगा सकता है तो एक बार ऐसा करें अब I n IaIbIc इसलिए यदि IaIbIc करे तो सभी कुछ न कुछ फिगर हैं रिफर स्लाइड टाइम 1511 यदि करें तो यह 1006 एंगल 1784 o एम्पीयर हो जाएगा और वाटमीटर रीडिंग पावर P1के लिए यह VANIacosVAN Ia होगा यानी इस वाटमीटर के लिए इसे यहां कनेक्टेड किया है इसी में वह कनेक्टेड है और इस एक और इस न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड है रिफर स्लाइड टाइम 1533 तो यह क्या करेगा कि वोल्टेज VAN मैग्नीटीयूड VAN लेगा फिर करंट Ia लेगा फिर इसके बीच का एंगल वोल्टेज जो कि मैं VAN का कोसाइन लिखता हूं जो कि VAN का एंगल है का Ia इस तरह यह सिर्फ आसान समझने के लिए लिखा गया है इसलिए यदि इसे देखें तो देखें कि P1VAN A Ia cosine VAN IaVAN 0 रिफ़रेंस एक है और Ia भी 0 तो यह 667 वाट हो रहा है इसी तरह P2 के लिए यह VBN होगाIb बस डायग्राम को देखें रिफर स्लाइड टाइम 1613 और बस इसे लिखिए इसकी कोसाइन VBN का एंगल 120 o है और Ib का एंगल 9344 o है यह एक पॉवर फैक्टर है एंगल वास्तव में पॉवर फैक्टर एंगल है तो यह 8 800 वाट है रिफर स्लाइड टाइम 1630 इसी तरह P3VCNIccos के लिए यह वह एंगल है जिसे VCN कहते हैं 120 और Ic का एंगल 6687 होगा तो इस फ्लक्स में तो यह 600 वाट हो जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 1646 इसलिए टोटल पॉवर अब्सोर्बेड PTP1P2 P3 है तो 200067 वाट यह आंसर है रिफर स्लाइड टाइम 1655 अब एक और चीज है PT Ia2 RA फेज का रेजिस्टेंस RA हैIb2RB फेज b का रेजिस्टेंस फिर Ic2R C अगर मैं सिर्फ सभी मैग्नीटीयूड बनाऊं तो अगर इन सभी वैल्यूज को इस करंट के मैग्नीटीयूड और रेजिस्टेंस वैल्यू से डालें तो यहां 2067 वाट भी 2067 वाट मिलेगा तो यह मैचिंग है तो आंसर सही हैं कुछ ने इसे समझ लिया है रिफर स्लाइड टाइम 1725 तो एक्साम्पल एक और एक्साम्पल ले लो फिगर 29 में थ्री फेज बैलेंस्ड लोड में Z स्टार 8 j 6 Ω है यदि लोड 208 वोल्ट 208 वोल्ट लाइन कनेक्टेड है तो W1 और W2 के रीडिंग को प्रिडिक्ट करें PT और Q T भी फाइंड करे तो यह वास्तव में फिगर 29 है तो अगर वापस आएँ फिगर 29 पर यह यहाँ है यह है बस होल्ड करे बस वही फिगर है जहाँ से फार्मूला डीराइव किया है यह फिगर 30 है और यह इस फिगर में यह फिगर है तो यह फिगर है यह फिगर लें और डेटा वहां दिया गया है तो हम इस पर वापस आएंगे तो यहाँ इम्पिड़ेंस को स्टार कनेक्टेड लोड दिया जाता है जो कि 8 j 6 Ω है और लाइन टू लाइन वोल्टेज 208 वोल्ट है हमें W1 और W2 और PT और QT का पता लगाना है रिफर स्लाइड टाइम 1830 तो हम जानते हैं कि Z स्टार 8 j 6 10 एंगल थर्टी 687 oΩ होगा लाइन वोल्टेज 208 वोल्ट है इसलिए लाइन करंट बस यह होगा यह स्टार कनेक्टेड है तो VPZ Y तो वह VP फेज वोल्टेज है क्योंकि यह लाइन 2 है जिसे बोलते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज 208 दिया जाता है तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज √3 मैग्नीटीयूड Z Y होगा बस मैग्नीटीयूड बना रहे हैं तो इसे 208 दिया गया है तो √3 10 मैग्नीटीयूड यहाँ यह 10 इम्पिड़ेंस है 10तो IL मैग्नीटीयूड 12 एम्पीयर है रिफर स्लाइड टाइम 1909 इसलिए P1VL√cos30o और यह3687 o तो यह यहाँ 3687 o लिखा गया है इसलिए P1208 करंट मैग्नीटीयूड √ लाइन करंट है जो हमें सभी कोसाइन थर्टी 3687 o के लिए मिला है तो P198048 वाट इसी तरह P2VL√cosine 30o तो यह P2VL 208√ होगा हमारे पास 12 30 3687 o हैं रिफर स्लाइड टाइम 1943 तो यह 24781 वाट है अब अब P2P1 मतलब देख सकते हैं यह इंडक्टिव लोड है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह केवल इंडक्टिव है तो P2P1 और टोटल पॉवर PT यह PT टोटल पॉवर P1P2 है यदि इसे जोड़ दें तो यह वास्तव में 34586 किलो वाट होगा हम इसे जोड़ सकते हैं 1000 से डिवाइड करने पर इसे किलोवाट प्राप्त करेंगे रिफर स्लाइड टाइम 2007 अब QT√3 P2 P1 यह √3 P2 P1 एक 4976 हो जाएगा क्योंकि P2 P1 के साथ P2 मिल गया है 14976 VAr में मैंने जो लिखा है वह सीधे मिलेगा तो यह वास्तव में 2594 kVAr है रिफर स्लाइड टाइम 2030 और यह एक एक्सरसाइज है जिसके लिए यह करना होगा उत्तर दिए गए हैं यह एक्सरसाइज इसके लिए करेंगे और है यह लोड डेल्टा है तो यह कैपेसिटी है तो इसे हल करें उत्तर भी दिए गए हैं रिफर स्लाइड टाइम 2045 अब यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है तो बस मुझे बताएं कि मैं ज़ूम को थोड़ा कम कर दूं तो इन तीन प्रॉब्लम में यह टू बैलेंस लोड 240 kV से जुड़े हुए हैं यह फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज लाइन है जैसा कि फिगर 32 में दिखाया गया है तो फिगर 32 लोड 1 30KW में 06 के एक पॉवर फैक्टर पर 30KW खींचता है तो इस पावर फैक्टर से पता लगाया जा सकता है कि रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब लोड रिएक्टिव पावर भी है क्योंकि पॉवर फैक्टर दिया गया है जबकि लोड 2 08 लैगिंग के पावर फैक्टर पर 45 kVAR ड्रा करता है यह यहां प्रॉब्लम है कि यह ट्विस्टेड है तो यहां इसे 45 kVAr देना है लेकिन पावर फैक्टर 08 है इसका मतलब है यहां V A r के लिए P का पता लगाना है Q का पता लगाना है और इसलिए पहले एक काम्प्लेक्सरियल और रिएक्टिव पॉवर एब्सोर्बेड लोड और b लाइन करंट और c को निर्धारित करना है kVAr रेट में तीन कैपेसिटर हैं जो कि लोड के पैरेलल डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं मैं पावर फैक्टर को 09 लैगिंग और C P के वैल्यू को बढ़ाने के लिए दिखाऊंगा रिफर स्लाइड टाइम 2202 तो यदि डायग्राम देखें तो वास्तव में यह डायग्राम है तो सवाल यह है कि यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है तो यह थ्री लाइन है a b c यह है तीन लाइनें हैं और यह लोड कनेक्टेड है यह बैलेंस्ड लोड 1 है और यह बैलेंस्ड है 2 लोड कनेक्टेड हैं तो यह कैपेसिटर के बिना है मान लीजिए कि यह कनेक्टेड है अब यह कैपेसिटर डेल्टा रूप में कनेक्टेड हैं यह केवल स्वयं को देखें कि चीजें वास्तव में कैसे कनेक्टेड हैं तो अब प्रॉब्लम में यह उल्लेख किया गया है कि प्रॉब्लम में यह उल्लेख किया गया है कि पॉवर फैक्टर 09 लैगिंग को बढ़ाने के लिए पैरेलल लोड में जुड़े तीन कैपेसिटर डेल्टा की kVAr रेटिंग है तो यह पॉवर फैक्टर है जो भी कंबाइंड पॉवर फैक्टर दिया जाता है वह अलग मुद्दे है लेकिन पॉवर फैक्टर को उठाना पड़ता है पहले लोड के पॉवर फैक्टर पर 06 लैगिंग होता है और दूसरे लोड के लिए भी यह 08 लैगिंग होता है तो यह सब है इसे क्या कहा जाता है तो यह फिगर थर्टी 2 में है यह फिगर 32 है तो इस कैपेसिटर की बात पर बाद में विचार किया जाएगा तो सवाल यह है कि यह मेरा करंट Ia है यह IaIb है तो यह Ia तो यह करंट कुछ भाग Ia 1 पर जा रही है और Ia2 में जा रही है यह हम बाद में देखेंगे यह हम बाद में देखेंगे तो सवाल है और यह बैलेंस लोड 1 बैलेंस लोड 2 है तो यह मूल रूप से पैरेलल सर्किट थ्री फेज है यह एक पैरेलल सर्किट है और यह प्रॉब्लम है तो अब बहुत आसान है बस देखो तो इसका मतलब है IaIa 1 Ia2 और इसी तरह IbIc कि 120 o फ़ेज़ शिफ्ट आसानी से पता लगा सकता है क्योंकि यह बैलेंस्ड सिस्टम है रिफर स्लाइड टाइम 2403 तो मैग्नीटीयूड यह समान रहेगा तो IaIa1Ia2 यहां मामला कर सकता है इसका मतलब है इसका मतलब है अगर लोड 1 1 P130KWcos16 इसका मतलब है sin one 08 तो S1 अप्परेंट पॉवर P1cos एक यह 50 KVA होगा और Q1 S1 sin होगा एक यह 5008 40kVAr होगा इसलिए KV A के टर्म में P1 j Q13030 j 40किलो वोल्ट एम्पीअर होगा इसी तरह लोड 2 के लिए प्रॉब्लम ट्विस्टेड है यहाँ यह q2 45 kVAr दिया गया है P प्राप्त करना है इसलिए लैगिंग पॉवर फैक्टर यह लैगिंग है इसका मतलब है कि करंट लैगिंग है तो cos2 08 से sin 2 06 रिफर स्लाइड टाइम 2444 इसलिए S2 q2 sin 2 यानी 45 06 75 KVA इसलिए P2 S2 cos2 75 08 के बराबर है यह 60KW था इसलिए P2 j Q2 60 j 45 K V A में है रिफर स्लाइड टाइम 2502 अब टोटल काम्प्लेक्स पॉवर P j Q होगी P1P2 jQ1 Q2 यह 90 j 85 KVA हो जाएगा इसलिए P j Q 2√ 90285 2 लेगा 1238 मिलेगा और एंगल 4336 oKVA होगा इसका मतलब है यह V Icos V b i sin रूप है तो अब यह KVA और 1238KVA अब अप्परेंट पॉवर है रिफर स्लाइड टाइम 2538 अब प्रश्न अब है √3 हम जानते हैं कि √3 VL√1cos1 P lP1 तो √130 मिल गया और यह किलोवाट में है और यह है जिसे √3 240 किलोवोल्ट 06 कहते हैं तो यह वास्तव में 12028 मिलीएम्पियर हो जाएगा इसे किलोवोल्ट लिखा जाता है तो यह किलोवोल्ट भी है इसलिए यदि हल करें तो यह 12028 मिलीएम्पियर होगा और 1cos इनवर्स065313 o और करंट लैगिंग है इसलिए 12028 एंगल 5313o मिलीएम्पियर इसलिए करंट लेग कर रहा है रिफर स्लाइड टाइम 2620 इसी तरह √2 के लिए यह 60√3 240 08 होगा यह मिलीएम्पियर है 18042 मिलीएम्पियर60 किलोवाट में है और यह किलोवोल्ट में है तो अंत में यह होगा अंततः यह उस अंत में एम्पीयर होगा यह एक होगा 842 मिलीएम्पियर और 2 होगा 3686 o लेग कर रहा है इसलिए Ia2 18042 एंगल 3687 o मिलीएम्पीयर होगा इसलिए टोटल करंट K C L मैने कहा लागू करें Ia Ia1Ia2 के बराबर होगा तो यह होगा यह 2978 एंगल 4336 o मिली एम्पीयर होगा इसलिए Ib सिर्फ 120 o फेज शिफ्ट Ia एंगल 120 o यह 2978 एंगल 16336 o मिली एम्पीयर हो जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 2715 इसी तरह IcIa एंगल 120 o यह 2978 हो जाएगा तो एंगल 766 o a 64 o मिली एम्पीयर तो यहाँ क्या बोलते है कि मुझे यह यहाँ मिला और यहाँ सब्सटीटयूट हो रहा है मैग्नीटीयूड समान रहता है रिफर स्लाइड टाइम 2736 अब Q c यह एक यह एक बहुत ही सरल बात है कि Q c PTan ओल्ड a P tan ओल्ड न्यू tan होगा तो यह हमें इसमें कैसे मिला है यह cos हैं क्योंकि हम पॉवर फैक्टर को 09 में सुधारना चाहते हैं इसलिए न्यू 2585 o और वहाँ से Q c का एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए और एक पॉवर ट्रायंगल बनाइए और स्वयं कीजिए तो यह एक Ia uPTo छोड़ रहा हूं तो Q c 414kVAr होगा और दूसरी बात यह है कि कैपेसिटर C P वैल्यू की कंप्यूट नहीं की जाती है यह एक डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर है इससे यह भी पता लगाने की कोशिश करें कि माइक्रो फैराड में C P की वैल्यू क्या है फैराड का उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन मेरा सुझाव है कि कृपया इसे करें और यह एक बहुत ही सरल बात है इसे स्वयं करें रिफर स्लाइड टाइम 2838 अगला एक ही वाटमीटर का उपयोग करके रिएक्टिव पॉवर का मेज़रमेंट करना है मेरा मतलब है उसी वाटमीटर का उपयोग करके रिएक्टिव पॉवर को क्या कहते हैं इस मामले में मुझे ज़ूम को थोड़ा कम करने दें रिफर स्लाइड टाइम 2853 इस मामले में क्या हुआ जो कभी कभी मिलेगा कभी कभी मिलेगा यह है कि करंट कॉइल को एक फेज में रखा जाना चाहिए और फेजर कोइल को दूसरे फेज में जोड़ा जाना चाहिए कभी कभी हम लिखते हैं कि वाटमीटर को m क्या कहते हैं तो m l तो यह मीन साइड है यह लोड साइड C है और V कभी कभी इस तरह लिखते हैं लेकिन बहुत अधिक रेजिस्टेंस पर तो यहाँ जो भी करंट फ्लो होगा लगभग करंट यहाँ फ्लो होगा लेकिन वैसे भी तो यह करंट क्या कहता है यह उसी वाटमीटर का उपयोग करके रिएक्टिव पॉवर को मेजर करने के लिए करंट कॉइल को एक फेज में रखता है मान लीजिए कि फेज a में मैंने करंट कॉइल लगाया है जो करंट Ia को देखता है और फेजर कॉइल जो कि CV है यह उस अन्य टू फेज b और c से जुड़ा है फिर यह वास्तव में क्वेश्चन के लिए रिएक्टिव देगा यह पता लगाना होगा कि कैसे तो यह मेरा Z Y Z Y Z Y है यह ANA वही चीज़ है यह वास्तव में वही चीज़ है यह स्माल a हैं यह स्माल c है और यह स्माल b है वही चीज़ है तो Ia वही करंट यहाँ फ्लो हो रही है IaVAN एंगल 0 यह VAN है और यह एक न्यू स्माल n वही चीज़ है मेरा मतलब वही है तो यह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो I n होगा VAN एंगल0 Z Y यह है VAN एंगल 0 फिर डिवाइडेड z कहें तो यह VAN एंगल Z एंगल होगा यह Ia है इसी तरह I v n Ic के लिए सवाल यह है कि यह कैसे होगा अगर इसे जोड़ने के लिए यह कैसा है तो रिएक्टिव पॉवर की वैल्यू क्या है हालाँकि ऐसा करते हुए इस मामले में फेजर डायग्राम बनाएं रिफर स्लाइड टाइम 3044 अब मान लीजिए यह है यह है Vab यह Vab है और यह मेरा VAN और VAN एंगल से करंट' लेग कर रहा है लेकिन वाटमीटर वास्तव में यदि इसलिए यह बात इस डायग्राम के लिए यदि देखें कि वाटमीटर वास्तव में देखता है तो करंट Ia करंट Ia और यह वोल्टेज देखता है जिसे Vbc कहते हैं और यह Vbc और Ia के बीच एंगल लेगा क्योंकि यह है b यह फेजर कॉइल जैसा कि b c से जुड़ा है इसलिए यह वोल्टेज Vbc और Ia और यह Ia और Vbc के बीच के एंगल को मेजर करता है जिसकी हमें आवश्यकता है इसलिए इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि यहां फेजर डायग्राम यह मेरा Vab हैं यह मेरा VAN और √lलेग θ है और यह VbcVab एंगल है जो Vab और Vbc के बीच 120 o पता है तो VAN और Vbc एंगल के बीच यह बोलते नाइनटी o एंगल है तो यह एंगल नाइनटीo है इसलिए वह वाटमीटर रीडिंग मैग्नीटीयूट होगा Vbc का और करंट का मैग्नीटीयूट Ia मैंने Ib डाला है कभी कभी मैंने बार लगाया है कभी कभी नहीं बार लगाया बार नहीं लगाया लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाली कास्ट है कि Ia और Vbc के बीच का एंगल 90o है तो cos90o मुझे वाटमीटर दें रीडिंग VL√sin होगी लेकिन हमारी रिएक्टिव पॉवर √3 VL√sin है तो कनेक्ट रीडिंग प्राप्त करने के लिए इस रीडिंग को √3 से गुणा करना होगा तो इस तरह से वही वाटमीटर रिएक्टिव पॉवर को मेजर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए कि इसका मतलब है वाटमीटर हो सकता है इसलिए कैलिब्रेट किया गया कि यह थ्री फेज रिएक्टिव पावर √3 का मल्टीपलीकेशन फैक्टर होने का इंडीकेट करता है कि यदि समान वाटमीटर रीडिंग चाहते हैं तो उस वाटमीटर को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर √ थ्री से इसका मतलब है कि वह स्केल है पता है कि उन सभी चीजों को गुणा करना है √3 से तो जो कुछ भी पढ़ने को सिर्फ मल्टीपलाइड √3 मिलता है उस रिएक्टिव पॉवर को क्या कहते हैं तो यह है इसीलिए यह वाटमीटर का कनेक्शन है कि जिस को प्राप्त करने के लिए रिएक्टिव पॉवर उसी वाटमीटर का उपयोग कर सकती है रिफर स्लाइड टाइम 3311 तो इसके साथ यह एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है जो मुझे किसी पुस्तक से मिली इस प्रॉब्लम को देखते हुए है तो मान लीजिए कि यह a b c अचानक यह यह फेज खुला है तो यह है j 100Ω यह एक 100Ω है और A B C इन सभी चीजों को VOB पता लगाना है कि वोल्टेज b ओपन सर्किट वोल्टेज VOB क्या है तो VOB ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि सिस्टम 208 वोल्ट है और A B C 208 वोल्ट के बराबर है इसका मतलब है कि यह लाइन टू लाइन है रिफर स्लाइड टाइम 3344 और उत्तर दिया गया है 284 एंगल 150 o वोल्ट उत्तर सही है बहुत ही सरल प्रॉब्लम को खोजने का प्रयास करें लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है रिफर स्लाइड टाइम 3354 एक और एक्ससरसीज़ यह है थ्री फेज थ्री वायर 220 वोल्ट a b c सिस्टम में लाइन करंट Ia दिया जाता है Ib दिया जाता है Ic दिया जाता है लाइन 1 a और b में वाटमीटर की रीडिंग पाएं और रीडिंग भी यदि b और c और a c में वाटमीटर लगाएं तो वाटमीटर को लाइन a और b में कनेक्ट करें और रीडिंग का पता लगाएं वाटमीटर b और c को कनेक्ट करें रीडिंग का पता लगाएं वाटमीटर को कनेक्ट करें और c रीडिंग का पता लगाएं और ये सभी उत्तर दिए गए हैं और क्या बोलते हैं और पता करें कि यह रीडिंग अलग क्यों हैं अब इससे पहले कि वे इस थ्री फेज सर्किट को बंद कर रहे हैं एक या दो टू बातें जो मैं आपको बताऊंगा मैं यहां खुद बता रहा हूं मान लीजिए कि कभी कभी मान लिया जाता है कि यदि यह दिया गया है तो एक सर्किट का इम्पिड़ेंस मान लीजिए यदि यह दिया गया है कि Z say √ j a Ω यह दिया गया है तो r का मान क्या है x का मान क्या है तो यदि यह दिया गया है दिया गया है तो r क्या है x क्या है मान लीजिए यह दिया गया है और कोई पूछता है कि इम्पिड़ेंस j√ के ऊपर है तो क्या होगा वह क्या बोलते होगा जो R मान और X मान दिखता है j लिख सकते है 0 1 j यह हम लिखते हैं इसका मतलब है 0 cosπ2 लिख सकते है और 1 j लिख सकते है यह j वहाँ है jsin π2 इसका मतलब है कि इसे वास्तव में e को पॉवर में लिख सकते हैं j π2 इसका अर्थ हैमेरा j e j π2 यह 11 काम्प्लेक्स नंबर है इसलिए √ j का अर्थ है और j इसका मतलब है j e कि पॉवर j π2मैं इसे क्लियर करता हूँ रिफर स्लाइड टाइम 3545 इसका मतलब इसका मतलब है z√ j j टू पॉवर हाफ तो j e टू पॉवर को j π2 से पॉवर हाफ e टू पॉवर j π4 यह cosπ4 j sin π4 1√2 j1√2 इसका मतलब है 1√2 Ω और X भी 1√2 Ω तो इस तरह से कैलकुलेट करें अब दूसरी बात है रिफर स्लाइड टाइम 3629 इसके साथ एक और बात यह है कि केवल मान लें कि अगर कोई पूछता है कि j कि वैल्यू क्या है j j जो हमने देखा है अभी हमने j e टू पॉवर j π2 की पॉवर j तक देखा है इसका अर्थ है e पॉवर के लिए j 2π2 कि वह वास्तव में j 2 1 है तो e टू पॉवर π l यह एक रियल नंबर है रिफर स्लाइड टाइम 3656 इसका मतलब इसका मतलब है मेरा j की पावर j की पावर जे एक रियल नंबर है जो e टू पावर π2 है तो थोड़ा सा थोड़ा सा a तो इनके साथ थ्री फेज थ्री फेज AC सर्किट का बहुत बहुत धन्यवाद पार्ट खत्म हो गया है आगे हम मैग्नेटिक सर्किट लेंगे और उसके बाद थोड़ा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थोड़ा सा थ्री फेज इंडक्शन मशीन और डीसी मशीन लेंगे Glossary English Word Word Meaning main मैंन मुख्य flow फ्लो प्रवाहित redundant रीडनडेंट अनयूज़फुल subtract सबट्रेक्ट घटाना determine डीटरमाइन निर्धारित करना real रियल वास्तविक parallel पैरेलल सामानांतर mentioned मेनशनड उल्लेख suggest सजेस्ट सुझाव